कीवर्ड्स दबाव द्रव प्रवाह दर वापसी रेखा नियंत्रण प्रणाली असंगत हवा के बुलबुले सील मोटर बल आज के व्याख्यान में आपका स्वागत है जो औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण के 26 वें नंबर का पाठ्यक्रम है आज हम हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणालियों पर अपना पहली नज़र डालने जा रहे हैं और हम कुछ प्राथमिक बुनियादी अवधारणाओं की समीक्षा करेंगे और फिर हम पहले उन घटकों को देखेंगे जो हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली बनाते हैं बाद के व्याख्यानों में हम कुछ विशेष घटकों को देखेंगे और हम देखेंगे कि इन घटकों का उपयोग हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है इसलिए हम यहां शुरू करते हैं शुरू करने से पहले हम निर्देशात्मक उद्देश्यों को देखते हैं तो अनुदेशात्मक उद्देश्य मूल रूप से हाइड्रोलिक सिस्टम के संचालन के सिद्धांतों का वर्णन करने और इसके लाभों को समझायेंगे क्या शामिल है और क्यों कुछ अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले लगभग अपूरणीय है कुछ निश्चित फायदे हैं फिर निश्चित रूप से पाठ का मुख्य उद्देश्य मूल हाइड्रोलिक सिस्टम घटकों और सिस्टम में उनकी भूमिकाओं से परिचित होना है वे हाइड्रोलिक पंपों और मोटर्स के निर्माण और कार्यात्मक पहलुओं का वर्णन करते हैं कि वे कैसे कार्य करते हैं और दिशात्मक वाल्व और नियंत्रण वाल्व से परिचित होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण घटक हैं तो हम इसे ले लेंगे कुछ हद तक इन पर गौर करें इसलिए हम हाइड्रोलिक्स के मूल सिद्धांत से शुरू करते हैं जो अनिवार्य रूप से पास्कल Pascal's के नियम पर आधारित है जो कहता है कि किसी तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है इसलिए यदि हम किसी दिए गए बिंदु पर किसी तरल पदार्थ में दबाव लागू करते हैं तो उसी दबाव को तरल पदार्थ के माध्यम से प्रेषित किया जाता है जिसे अयोग्य माना जाता है और हर जगह लागू किया जाता है इसलिए हम वास्तव में अतुलनीय तरल पदार्थों की इस संपत्ति का उपयोग बलों को संचारित करने के लिए करते हैं इसलिए हम लागू करेंगे मूल रूप से हाइड्रोलिक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में भारी भार के खिलाफ बहुत सटीक गति के तहत गति बनाने के लिए किया जाता है इसलिए उच्च बल को प्रेषित किया जाना चाहिए और सटीक विस्थापन और वेगों का निर्माण करना होगा यही वह मूल क्षेत्र है जहां हाइड्रोलिक सिस्टम अपने अनुप्रयोगों के बहुमत का पता लगाते हैं इसलिए जो हम अनिवार्य रूप से करने जा रहे हैं वह यह है कि हम एक छोर पर एक तरल पदार्थ के लिए दबाव लागू करने जा रहे हैं और उसी दबाव में संचरित होने और किसी अन्य शरीर पर कार्य करने जा रहे हैं इसलिए जब दबाव एक शरीर पर कार्य करता है तो यह बल बनाता है इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बल एक गति पैदा करेगा सही है अब जैसा कि मैंने कहा कि दबाव बल का निर्धारण करता है और यह बल का निर्धारण कैसे करता है दबाव को दबाव के अनुप्रयोग के प्रति इकाई क्षेत्र के रूप में बल दिया जाता है तो आप दिलचस्प तरीके देखेंगे हमें इसे देखना चाहिए हमने स्कूल में भी यह सीखा है अगर हम ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर हम लागू करते हैं हम इसका बहुत ही प्राथमिक उदाहरण देते हैं जो हमारे पास है जो कि हाइड्रोलिक प्रेस का मूल सिद्धांत है जो पहले हाइड्रोलिक मशीनों में से एक था इसलिए यदि हमारे पास एक छोटा पिस्टन है और यदि हमारे पास एक बड़ा पिस्टन है तो बड़े का अर्थ है कि क्षेत्र बड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं और अगर हम एक भार रखते हैं तो यह 1 किग्रा है तो यहाँ दबाव मूल रूप से 1 Kg F A1है अब वही है यह A1 है और यह A2 है तो पास्कल Pascal's के नियम से अब यही दबाव प्रसारित होने वाला है और हम इस क्षेत्र पर कार्य करेंगे इसलिए इस पर दबाव भी 1kg F A1 है और इस पर बल 1 kg F x A2 A1 है क्योंकि यह दबाव है आप देखते हैं कि हम यहां 1 किलो बल लागू करते हैं और हमने गुणा कर के बल बनाया है इसलिए हमने बल बनाया है जो अब अगर A2 A1 का अनुपात 100 है तो एक छोर पर 1 किलो F बल लागू करके हमने दूसरे छोर पर 100 किलो F बल बनाया है इसलिए इस सिद्धांत का उपयोग करना कुछ हद तक एक द्रव लीवर की तरह है लीवर को याद रखें कि पूर्णांक के कारण यदि हम एक छोर पर एक छोटा बल लागू करते हैं तो हम एक दूसरे छोर पर बहुत अधिक भार उठा सकते हैं क्षणिक संतुलन के कारण इसलिए यहां भी दबाव के कारण वही चीज होना जा रही है इसलिए हम कर सकते हैं हम गुणा कर सकते हैं हम हर बड़े बालों का निर्माण कर सकते हैं और कभी कभी यह किसी के मन में एक भ्रम पैदा कर सकता है कि अचानक कैसे मेरा मतलब यह है कि भौतिक विज्ञान के किसी भी कानून को अमान्य करना ऊर्जा संरक्षण है ऊर्जा वास्तव में संरक्षित है क्योंकि ऊर्जा या पावर बल गुणा वेग है इसलिए हम इस पर गौर कर सकते हैं तो और वह वेग प्रवाह से आता है ठीक है इसलिए प्रवाह क्या है प्रवाह है प्रवाह दर क्या है क्योंकि आइए हम अगले आरेख को देखें तो यह चित्र स्पष्ट होगा तो हम एक साधारण हाइड्रोलिक एक्चुएटर को देखते हैं इसलिए आप देखते हैं कि हम यहां एक दबाव बना रहे हैं जिससे कि क्षेत्र और दबाव के आधार पर एक बल F बनता है इसलिए F P x A अब हम वेग को देखें वाष्पशील प्रवाह दर Q क्या है यह L x A के बराबर है जहाँ L प्रति इकाई समय की यात्रा है दूसरे शब्दों में L वेग है इसलिए F P x A Q L x A या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि V Q A इसलिए आप देखते हैं कि वह कौन सी यांत्रिक पावर है जिसे विकसित किया गया है जो कि वेग गुणा बल होगा तो F x V P x Q इसलिए आप देखते हैं कि क्षेत्र चित्र में नहीं आता है इसलिए पावर समीकरण क्षेत्र चित्र में नहीं है और भले ही आप ऊर्जा को गुणा न गुणा करें आप कैसे गुणा कर सकते हैं इसलिए ऊर्जा एक समान है एक पंप के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि एक पंप एक निश्चित दर से तरल प्रवाह करता है आयतनात्मक प्रवाह दर और एक निश्चित दबाव पर पंप उत्पादन पावर P x Q है तो जो भी क्षेत्र हो यांत्रिक पावर भी P x Q है F x V P x Q है इसलिए ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है और कोई विरोधाभास नहीं है खैर कोई बात नहीं तो वास्तव में जो होने जा रहा है वह है हमारी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस प्रवाह दर पर भार प्रदान कर सकते हैं शायद बहुत अधिक बल हम बहुत अधिक बल बना सकते हैं लेकिन साथ ही उस दर पर जिस भार को स्थानांतरित करने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होती है वह धीमI होने जा रहा है इसलिए ऊर्जा सम्बद्ध करने वाली होगी यही मूल तथ्य है तो इसको समझने के बाद आइए हम पहले इस पर नज़र डालते हैं पहले हमें इस पाठ्यक्रम के बेहतर भाग के लिए हम करेंगे हम इस पाठ में जा रहे हैं हम घटक को देखने जा रहे हैं इसलिए हम देखें घटक को देखना शुरू करें सबसे पहला घटक जो दिमाग में आता है वह द्रव है इसलिए द्रव ही पावर या दबाव को संचारित करता है इसलिए आप पावर का इनपुट बनाते हैं और यह पावर एक तरह से उस पावर से होकर गुजरती है जो कि पावर से होकर गुजरती है वह द्रव जो अतुलनीय है और पावर को एक अलग रूप में वितरित करता है इसलिए दबाव और प्रवाह के संदर्भ में द्रव पावर यांत्रिक पावर में परिवर्तित हो जाती है अब ये ये याद रखने वाली कुछ खास बातें ये सिस्टम बहुत सटीक हैं बहुत सटीक गति का निर्माण करता है और इसलिए बहुत सटीक आकारों के कुछ हिस्सों की आवश्यकता होती है जो एक दूसरे के भीतर चले जाते हैं इसलिए इसमें घर्षण की मात्रा शामिल होती है अन्यथा तरल पदार्थ बाहर लीक होता जा रहा है सही है जब तक पुर्जे कसकर फिट नहीं होंगे तब तक तरल पदार्थ पूरे स्थान पर लीक होने वाला है इसलिए इसमें घर्षण की मात्रा होती है जिसकी संभावना है और यह गर्मी पैदा करने वाला बहुत सारी समस्याएं पैदा करने वाला है यह ऊर्जा को बेकार कर रहा है और यह भागों को नुकसान पहुंचाने वाला है इसलिए इस हिस्से को चिकनाई देने का एक प्रमुख महत्व है ताकि चिकनी घर्षण रहित गति हो और द्रव ही हाइड्रोलिक्स के बड़े लाभों में से एक यह है इसे किसी भी अतिरिक्त चिकनाई की आवश्यकता नहीं होती है जो अक्सर इलेक्ट्रिक सिस्टम और वायवीय प्रणालियों में अवस्य होता है क्योंकि उनके पास एक इनबिल्ट लुब्रीकेंट नहीं होता है यहाँ हमारे पास एक इनबिल्ट लुब्रीकेंट होता है जो कि द्रव ही होता है जिसका उपयोग पॉवर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है फिर भी घर्षण और गर्मी के कारण कुछ मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती है और घटक ठंडा करने की आवश्यकता होती है क्योंकि भारी दबाव मौजूद होता है और द्रव घटकों को ठंडा भी करता है और दूसरी बात यह दूषित पदार्थों को भी हटाता है आप जानते हैं जैसे चीजें चलती हैं कुछ छोटे कण घर्षण द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं वैसे ही छोटे इसी तरह कभी कभी हवा में द्रव आ सकती है ये सभी फँसी हुई हवा धूल के कण इन चीजों को सिस्टम और द्रव से हटा दिया जाना चाहिए क्यूंकि प्रवाह इसे भी साफ करता है और इसे फिल्टर में लाता है जहां वे फ़िल्टर किए जाते हैं एक विशिष्ट हाइड्रोलिक तरल पदार्थ वास्तव में पेट्रोलियम तेल कुछ मामलों में उपयोग करते है आप या कभी एडिटिव्स या कभी पानी या कभी तेल के मिश्रण के साथ देखते हैं लेकिन सबसे लोकप्रिय हाइड्रोलिक तरल पदार्थ पेट्रोलियम तेल है जो कि बहुत ही असंगत है इसमें स्व चिकनाई गुण है इसकी एक मात्र समस्या यह है कि यह आग के मामलों में कुछ हद तक खतरनाक हो जाता है इसलिए एक खामी है तो यह अतुलनीय चिकनाई है लेकिन दहनशील दहनशील का अर्थ है कि फ्लैशपॉइंट पर विचार किया जाना चाहिए अब क्या करता है तो यह एक तस्वीर है जो कहती है हाइड्रोलिक द्रव क्या करता है इसलिए आप देखते हैं कि हाइड्रोलिक तरल पदार्थ इस तथ्य के अलावा कि यह इसे ठंडा करता है और गन्दगी को हटाता है वहाँ एक बिंदु है जिसका मैंने उल्लेख नहीं किया है अर्थात यह सील करता है इसलिए इसलिए कि तेल की चिपचिपाहट के कारण यदि आपके पास तो उदाहरण के लिए यहाँ तरल पदार्थ और जो तरल पदार्थ यहाँ इस तरल फिल्म द्वारा प्रभावी रूप से सील होने जा रहे हैं तो यह तरल फिल्म यहां एक सील के रूप में काम करने जा रही है ताकि यह दबाव न हो एक प्रभावी बाधा बनाई गई है क्योंकि यदि यह दबाव लीक हो जाता है तो दबाव प्रभावी काम नहीं कर सकता है यह खो जाएगा इसलिए आपको सील करने की आवश्यकता है और कई मामलों में तरल फिल्म स्वयं सील बनाती है फिर भी अन्य स्थानों पर आपको अतिरिक्त सील जोड़ना होगा तो यह अलग बात है जो तरल करता है अब तरल प्रवाह कैसे होता है तरल वास्तव में पाइपों में बहता है अब यह है आप जानते हैं कि यह हाइड्रोलिक प्रणाली के लिए एक प्रकार की कमी है इस अर्थ में आपके पास होना चाहिए आपके पास कुछ होना चाहिए पाइपिंग और आपको न केवल पंप से लोड तक पाइप करना पड़ता है क्योंकि तरल बह रहा है क्योंकि यह एक तरल है इसलिए आपको रिटर्न लाइन की भी आवश्यकता है ताकि कुछ लागत और कुछ रखरखाव शामिल हो उदाहरण के लिए वायवीय प्रणालियों में इसके विपरीत आपको उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है आपको उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है आपको रिटर्न लाइन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हवा को छोड़ सकता है इसने काम कर दिया और यह वायुमंडलीय दबाव आ गया है आप वायुमण्डल को वायुमण्डल में छोड़ सकते हैं लेकिन रिटर्न लाइन की लागत को बचाकर जलविद्युत के मामले में ऐसा नहीं है आपके पास वापसी लाइन होनी चाहिए तो विभिन्न प्रकार की लाइनें हैं जो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में उपयोग की जाती हैं उदाहरण के लिए यह है यह एक पंप माना जाता है और यह एक मोटर माना जाता है इसलिए पंप दबाव बना रहा है जो गति पैदा करने वाली मोटर को आगे बढ़ा रहा है आप देखते हैं कि कुछ लाइनें हैं जो फार्म की रेखाएँ के रूप में दिखाई जाती हैं जिससे होकर वास्तविक तरल प्रवाहित होता है और पावर का संचार करता है उन्हें कार्यशील रेखाएँ कहा जाता है फिर कभी कभी वहाँ आपको विभिन्न बिंदुओं पर कुछ अतिरिक्त दबाव बनाने पड़ते हैं ताकि वे जो पावर संचार के लिए न हों बल्कि दिशा को नियंत्रित करने के लिए हों कभी कभी दबाव जारी करना पड़ता है इसलिए आपको विभिन्न बिंदुओं पर दबाव बनाने की आवश्यकता होती है आपको कभी कभी अलग लाइनों का उपयोग करना पड़ता है और इन पंक्तियों को पायलट लाइन कहा जाता है इस मामले में इस विशेष आरेख में पायलट लाइन को काम करने वाली रेखा से व्युत्पन्न किया गया है जोकि हर समय हो सकता है या नहीं हो सकता है और पायलट लाइन को दिखाया गया है जैसे कि आप लंबे डैश जानते हैं इसी तरह आपको कुछ करना होगा क्योंकि कुछ ड्रेन रेखाएं तरल रिसाव करने जा रही हैं इसलिए आपको उन्हें इकट्ठा करने की आवश्यकता है ताकि वे आप जानते हैं कि वे यहां वहां नहीं फैलें ताकि वे खोए नहीं हैं आदि इसलिए आपको ज़रूरत है कुछ ड्रेन रेखाओं को जोड़ने की तो आपके पास ड्रेन रेखाएं भी हैं जो छोटी डैश में दिखाई जाती हैं इसलिए ये आम तौर पर होती हैं ये तीन प्रकार की लाइनें हैं जिनके माध्यम से तरल प्रवाह होता है हाइड्रॉलिक सिस्टम फिर आपको कुछ आवश्यकता है जैसा कि मैंने कहा कि आपको सील और फिटिंग की आवश्यकता है कभी कभी सील तरल फिल्म द्वारा प्रदान की जाने वाली एक प्राकृतिक सील है लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत होती है फिटिंग का मतलब है कि आपके पास पाइप है आपने अपने घर में देखा है बाथरूम में जब भी आप मेरा मतलब है कि कुछ तरल पदार्थ बह रहा है तो आपको विभिन्न प्रकार के फिटिंग की आवश्यकता है आपको विभिन्न प्रकार के जोड़ों की आवश्यकता है ठीक है आपको पाइप की आवश्यकता है जो बाथरूम में आमतौर पर फार्म पाइप हो सकती है यह एक धातु है एक फिक्स्ड पाइप है कभी कभी हमारे पास हमारे पास अब बहुलक पाइप है इसलिए आप यहां भी लचीली ट्यूबिंग कर सकते हैं कभी कभी आपके पास होज़ हो सकते हैं जो आप जानते हैं कि धातु प्रबलित बहुलक पाइप हैं इसलिए विभिन्न प्रकार के पाइप और इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की फिटिंग का भी उपयोग किया जा सकता है और सील का उपयोग किया जाना चाहिए इसलिए हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं केवल दिखाने के लिए सिर्फ यह दिखाने के लिए कि किस तरह का छल्ला है उदाहरण के लिए यदि आपके पास यह एक ओ रिंग है जो एक बहुत ही सामान्य प्रकार की सील है तो आप देखते हैं कि जैसे यह आगे बढ़ रहा है जब यह दबाव के खिलाफ बढ़ रहा है तो वहाँ सील है तो क्या होता है कि यह सील दबाया जा रहा है और यह यहाँ आकर सेटल हो जाएगा ठीक है इसलिए जब यह वास्तव में दबाया जाता है तो जब यह आएगा और यहाँ सेटल हो जाएगा तो यह प्रभावी रूप से व्यवस्थित हो जाएगा यह भाग प्रभावी रूप से बंद हो जाएगा इस भाग से इसलिए यह रिंग यह एक रबड़ की नली है यह दबाव में आएगा इसलिए यह इसमें सेल्फ सीलिंग की तरह हो जाएगा I दबाव में यह एक सील प्रदान करेगा इसलिए इस तरह की सील या विभिन्न प्रकार की सील का उपयोग किया जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है यह नहीं हो सकता है हम इसके साथ नहीं हैं जब तक कि ये चीजें ठीक से नहीं हो जाती हैं आप आपके हाइड्रोलिक सिस्टम का नहीं करेंगे और रख रखाव के लिए बहुत समस्या होगी इसलिए रखरखाव के दृष्टिकोण से ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें ज़रूरत है हमारे पास जलाशय है तेल लगातार घूम रहा है इसलिए यह एक जलाशय से शुरू हो रहा है पंप तेल खींच रहा है और फिर इसे एक दबाव में वितरित कर रहा है और फिर यह सिस्टम से बह रहा है और फिर वापस आ रहा है जलाशय तक सही है लेकिन इस तथ्य के अलावा कि जलाशय तरल पदार्थ रखता है यह वास्तव में कई अन्य चीजें करता है इसलिए हम करेंगे इसलिए यह द्रव को स्पष्ट रूप से रखता है लेकिन यह दो अन्य चीजें करता है उदाहरण के लिए यह जलाशय में गर्मी को नष्ट कर देता है तरल ठंडा हो जाता है और यह प्रवेश करने वाली हवा से बचने की अनुमति देता है इसलिए दूषित पदार्थों को हटाने का काम फ़िल्टर में आंशिक रूप से किया जाता है जो कि पाइप लाइन पर भी जुड़ा हुआ है रिटर्न लाइन पर या तो आमतौर पर रिटर्न लाइन पर बंद होता है और इस तरह छोटे कणों को तरल पदार्थ से निकालता है जलाशय में प्रवेश किया हुआ वायु भाग हवा के बुलबुले निकIले जाते हैं और प्रवेशित हवा के बुलबुले को निकालना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आपके पास है तो आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं कि अगर आपके पास तरल पदार्थ है और जिसमें हवा के बुलबुले हैं तो तरल पदार्थ अपरिमेय नहीं रहता है क्योंकि यदि आप द्रव पर दबाव डालते हैं तो यह हवा के बुलबुले हैं जो संकुचित हो जाएंगे और इसलिए द्रव स्वयं संकुचित हो जाएगा तो तकनीकी शब्दों में तरल पदार्थ के थोक मापांक यदि आप इसमें हवा प्रवेश करI चुके हैं तो काफी गिरावट आ सकती है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि हमने कहा कि प्रभावी संचरण और तेजी से त्वरित प्रतिक्रिया संचरण के लिए कि द्रव अपरिमेय है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हवाई बुलबुले को हटाया जाये और वे टैंक में हटा दिए जाते हैं तो यह है जब हम हाइड्रोलिक सर्किट बनाएंगे हम सिंबल को साथ साथ दिखा रहे हैं क्योंकि आने वाले पाठों में हम हाइड्रोलिक सर्किट बनाएंगे ताकि हम समझ सकें इसलिए यह जलाशय सिंबल है जिसमें हमारे पास दो फिल्टर हैं तो वापस आते है तो आप देखते हैं कि जलाशय के कार्यों को दिखाया गया है इसलिए हाइड्रोलिक प्रणाली से जिसे कहते हैं बाफल तो यह बनाया गया है ताकि सीधे अन्यथा अगर यह नहीं बनाया जाता तो तरल पदार्थ का यह हिस्सा इस कम प्रतिरोध की वजह से सीधे पंप के द्वारा खींच लिया जायेगा इसलिए इन तरल पदार्थों को खींचI नहीं जाएगा और ये तरल पदार्थ टैंक में समय नहीं बिताएंगे इसलिए उन्हें ठंडा नहीं किया जाएगा उनकी हवा को हटाया नहीं जाएगा इसलिए एक बाफ़ल रखा गया है ताकि ये जो तरल पदार्थ आता है वह इस बिंदु के आसपास सेटल रहे और जो तरल पदार्थ पहले आया है वह वास्तव में पंप में जाता है तो यह सिर्फ बनाने के लिए है इसलिए यह सिर्फ दिखाता है कि पंप कैसा है कैसे अपना जलाशय काम करता है अब हम मुख्य घटक पर आते हैं इसलिए सबसे पहले पंप है जैसा कि आपने देखा है कि पंप हाइड्रोलिक ऊर्जा का जनरेटर है जो प्रवाह दर पर द्रव वितरित करता है जो लोड और एक दिए गए दबाव पर निर्धारित होता है अब कौन पंप चलाता है पंप खुद से ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता है इसलिए पंप को किसी अन्य माध्यम से फिर से जेनेरेट करना पड़ता है कभी कभी यह एक विद्युत मोटर होता है जो हाइड्रोलिक पंप को चलाएगा कभी कभी विशेष रूप से आप जानते हैं कि हाइड्रोलिक्स का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है एयरोस्पेस अनुप्रयोगों में कभी कभी आप इंजन के साथ जोड़ी बना सकते हैं मेरा मतलब है कि शायद कुछ गैस इंजन गैस से निकल के बेहने लगे और फिर एक विशेष प्रकार की मोटर चलाएं जो पंप को स्थानांतरित करेगा इसलिए दूसरे शब्दों में पंप को एक प्रमुख प्रस्तावक की आवश्यकता होती है और एक दिए गए दबाव में द्रव बनाता है और वितरित करता है दूसरी ओर मोटर पंप का समकक्ष है मोटर दबाव के तहत द्रव प्राप्त करता है और लोड के खिलाफ गति बनाता है तोआम तौर पर पंप इसलिए एक बैटरी की तरह है जबकि मोटर लोड को नापसंद करता है और ये सिंबल हैं इसलिए आप देखते हैं कि पंप सिंबल इस तरह है और मोटर सिंबल इस तरह है और कुछ प्रतिवर्ती हैं जिन्हें आप जानते हैं यदि पंप और मोटर प्रतिवर्ती हैं तो वे दोनों दिशाओं में घूम सकते हैं तो यह है सिंबल क्षमा करें विभिन्न प्रकार के पंप हैं जो उपयोग किए जाते हैं हम तीन विशिष्ट प्रकार के पंपों को देखने जा रहे हैं इसलिए हम पहले पिस्टन पंप या मोटर को देखेंगे दोनों ही मामलों में निर्माण काफी समान है केवल एक चीज यह है कि गति पंप को मुख्य प्रस्तावक द्वारा बनाया जाएगा और द्रव को वितरित किया जाएगा जबकि मोटर पर तरल पदार्थ होगा मोटर में आएगा और गति को वितरित किया जाएगा इसलिए यह अलग है हम दिखा रहे हैं उन्हें एक समान तरीके से पहली चीज़ की ये पिस्टन है अक्षीय पिस्टन पंप जो इस तरह से संचालित होता है तो आप देखते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं आपको यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि मोटर की परिधि के साथ साथ परिधि के साथ ऐसे कई पिस्टन हैं इसलिए आप कर सकते हैं यदि आप एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं आप इस आरेख को देख सकते हैं सही है तो ये है इसलिए परिधि के साथ यह एक पिस्टन है यहां एक और पिस्टन है यहां एक और पिस्टन है इसलिए परिधि के साथ कई पिस्टन हैं उनमें से दो दिखाए जा रहे हैं सही है और अंत में यह पिस्टन वास्तव में एक प्लेट द्वारा जुड़ा हुआ है इसलिए आप आकृति में प्लेट देखते हैं इसलिए आकृति में प्लेट देखें अब आप देखते हैं कि प्लेट है अब आपको प्लेट को देखना चाहिए प्लेट एक कोण पर जुड़ी हुई है θ इसका क्या मतलब है कि हम पंप के मामले को लेते हैं पंप को घुमाया जा रहा है मुख्य प्रस्तावक द्वारा सही है तो अब आप क्या कर रहे हैं जबकि यह घूम रहा है आप कल्पना कर सकते हैं जबकि डिस्क घूम रहा है यहाँ यह धक्का दे रहा है और यहाँ यह पिस्टन खींच रहा है ठीक है तो क्या हो रहा है कि यहाँ जलाशय से द्रव को खींचा जा रहा है और यहाँ तरल पदार्थ को आउटलेट में पहुंचाया जा रहा है इसलिए इस कोण के कारण द्रव को यहाँ खींचा जा रहा है और फिर इसे इस आउटलेट में पहुंचाया जा रहा है इसलिए यह इसे एक स्वैश प्लेट कहा जाता है और यह इस आउटलेट पर दबाव युक्त द्रव को वितरित करता है दूसरी ओर यदि आप दबाव डालते हैं यहां तरल पदार्थ इस आउटलेट के माध्यम से बाहर आ जाएगा और यह स्वैश प्लेट वास्तव में इस दिशा में घूमेगी यह मोटर का कार्य है तो यह पिस्टन पंप की चाल है और स्वाभाविक रूप से प्रवाह की दर जिसे आप वितरित कर सकते हैं की संख्या पर निर्भर करता है चक्रों की संख्या क्या है कुल प्रवाह दर क्या है जो पिस्टन की संख्या और संख्या पर निर्भर करती है इसलिए एक रोटेशन के दौरान प्रत्येक पिस्टन द्रव वितरित करेगा जो अपनी मात्रा के बराबर है इसलिए यदि प्रति सेकंड घुमाव की संख्या X है तो उस संख्या में X वास्तव में उस दबाव में वितरित हो जाएगा तो यह आप कर सकते हैं इसका उपयोग करके आप वितरित कर सकते हैं वॉल्यूम प्रवाह दर की गणना कर सकते हैं हम किसी भी चीज़ की गणना नहीं कर रहे हैं हम केवल ऑपरेशन को समझना चाहते हैं दूसरी ओर गियर पंपों को देखें गियर पंपों में आपने गियर्स लगाए हैं इसलिए जो आप कर रहे हैं वह आप सोच सकते हैं कि जैसे यह गियर घूर्णन कर रहे हैं वैसे ही यह गियर घूम रहे हैं इस क्षेत्र में इस रूप में यह दांत इस तरह से घूम रहा है और यह दांत इस तरह से घूम रहा है तो यहाँ अगर वे तरल पदार्थ को संकुचित कर रहे हैं और कुछ उच्च दबाव क्षेत्र बनाया गया है तो दूसरी ओर यहाँ जालीदार दाँत हैं वास्तविक ड्राइंग नहीं है वास्तव में दांतों के बहुत करीब जाल है इसलिए यह यहाँ है यह दाँत वास्तव में दूर जा रहे हैं वे एक जगह पर खुल रहे हैं वे बंद हो रहे हैं इस तरह से इसलिए एक जगह वे बंद कर रहे हैं जब वे बंद कर रहे हैं तो वे दबाव बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं दूसरी प्लेट पर वे वास्तव में खोल रहे हैं इसलिए जब वे यहां खोल रहे हैं तो आपके पास कम दबाव क्षेत्र होता है इसलिए जाहिर है कि यह कम दबाव क्षेत्र इनलेट से तरल पदार्थ में चूसना होगा और यह उच्च दबाव क्षेत्र वास्तव में तरल पदार्थ को आउटलेट तक ले जाएगा यह गियर पंप के काम करने का तरीका है इसलिए दूसरी तरफ यदि आप मोटर के मामले में फिर से यदि हम यहां दबाव लागू करते हैं और क्या होगा तो यह घूमेगा दूसरी दिशा में इसलिए यह दूसरी दिशा में जाएगा यह मजबूर हो जाएगा और फिर यह दूसरी दिशा में खुल जाएगा और वह बाहर निकल जाएगा तो आप देखते हैं इन दो इन हाइड्रोलिक्स में इन अक्षीय पिस्टन पंप हमें घूर्णी गति और तरल पदार्थ की दर की आवश्यकता होती है मेरा मतलब इस अर्थ में बहुत आनुपातिक है कि हर बार अगर एक अक्षीय पिस्टन पंप या गियर पंप घूमता है एक निश्चित दर पर फिर दबाव के बावजूद द्रव की एक निश्चित मात्रा प्रति सेकंड वितरित की जाएगी ठीक है इसलिए प्रवाह दर शाफ्ट की घूर्णी दर के सीधे आनुपातिक है यह तीसरे प्रकार का पंप है जिसे वेन पंप कहा जाता है यहां क्या हो रहा है आप देखते हैं कि यह बाहरी आवरण है यह वह पोर्ट है जिसके माध्यम से तरल पदार्थ निकल रहा है और यह वह पोर्ट है जिसके माध्यम से तरल पदार्थ चूसा जा रहा है इसलिए आप समझ सकते हैं ये वेन है जो स्प्रिंग लोडेड है वास्तव में यह नहीं दिखाया गया है इसलिए यह आवरण के खिलाफ दबाया जाता है यहां एक स्प्रिंग है आवरण के खिलाफ दबाया जाता है तो क्या हो रहा है आप फिर से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस रूप में चलती है जिसे हमेशा आवरण के खिलाफ दबाया जाता है तो यह वास्तव में आवरण के साथ तरल पदार्थ लेने की कोशिश कर रहा है इसलिए इस तरल पदार्थ को बहुत धक्का दिया जा रहा है इसलिए यह तरल पदार्थ को स्क्रैप करता है और इसे यहां ले जाता है और जैसे ही यह यहां आता है यह संकुचित हो रहा है यह हो जाता है वितरित इसीलिए यहां तरल पदार्थ बाहर निकलता है और यहां एकत्रित हो जाता है इसी तरह यहां एकत्र हो जाता है और यहां से बाहर निकल जाता है इसलिए आप देखते हैं वास्तव में अब आप एकत्र कर सकते हैं आप वास्तव में कनेक्ट कर सकते हैं ये आउटलेट एक साथ में और बना सकते है एक आउटलेट और इसी तरह आपके पास एक इनलेट हो सकता है आपके पास एक इनलेट हो सकता है इसलिए तब द्रव मिलेगा इस तरह से जाएं और यहां से यह इस तरह से जाएगा और मेरा मतलब है कि अंत में यह जाएगा इसलिए यहां आपको समग्र आउटलेट मिलेगा और यहां समग्र इनलेट है इसलिए यह वेन पंप बहुत ही सरलता से काम करता है